बधाई और यूनिट 13 में आपका स्वागत है जो साइकोमोटर क्षेत्र से संबंधित है अंतिम इकाई में हमने सीखने के अफेक्टिव क्षेत्र के महत्व और प्रकृति को समझा हमने पियर्स और ग्रे द्वारा दिए गए अफेक्टिव क्षेत्र के वर्गीकरण को देखा और हमने उच्च शिक्षा में ही अफेक्टिव क्षेत्र के महत्व और भूमिका का पता लगाने का प्रयास किया वर्तमान इकाई में लक्ष्य साइकोमोटर क्षेत्र के महत्व और प्रकृति को समझना है साइकोमोटर क्षेत्र की भूमिका एक कोर्स से दूसरे कोर्स में भिन्न हो सकती है सामान्य कार्यक्रमों के संदर्भ में कला और सामाजिक विज्ञान से संबंधित कार्यक्रम में साइकोमोटर क्षेत्र की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण या कभी कभी प्रमुख हो सकती है आइए हम देखें कि यह क्या है साइकोमोटर डोमेन में सीखने में मोटर और मांसपेशियों की गतिविधियाँ शामिल हैं इसका मतलब है कि आपके हाथ और पैर की गतिविधियाँ महत्वपूर्ण हैं जब आप कॉग्निटिव गतिविधियों में शामिल होते हैं तब भी ऐसी गतिविधियाँ होती हैं जो साइकोमोटर क्षेत्र से संबंधित होती हैं जिसे हम सामान्यतः इशारों और शारीरिक हाव भाव के रूप में संदर्भित करते हैं और शारीरिक हाव भाव शिक्षक या अन्य व्यक्ति जो आपके साथ बातचीत कर रहा है उसके लिए एक बहुत प्रभावी प्रतिपुष्टि तंत्र है इसलिए साइकोमोटर क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण भूमिका है हालांकि इसमें शामिल गतिविधियां प्रमुख रूप से कॉग्निटिव हैं साइकोमोटर लर्निंग कॉग्निटिव और अफेक्टिव क्षेत्र के साथ संयोजन में होता है किसी को यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि व्यावहारिक रूप से हर अनुभव जिससे हम गुजरते हैं जैसे कक्षा में हम क्या करते हैं तीनों क्षेत्र अलग अलग डिग्री में शामिल हो यह उस विशेष विषय या गतिविधि पर निर्भर करता है जिससे आप निपट रहे हैं साइकोमोटर क्षेत्र को शारीरिक कौशल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसे अभ्यास के माध्यम से हासिल किया जाता है मोटर कौशल के विकास के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है और इसे निष्पादन में गति सटीकता दूरी प्रक्रियाओं या तकनीकों के संदर्भ में मापा जाता है तो ये विशेषण हैं जो आप साइकोमोटर क्षेत्र में प्रदर्शन के साथ उपयोग करेंगे कुछ उदाहरण एक साइकिल की सवारी एक कार चलाना एक संगीत वाद्ययंत्र बजाना टाइपिंग अभिनय और दौड़ना आदि हैंI साइकोमोटर गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं और यहां तक कि पाठ्यक्रमों में प्रमुख हैं जैसे कि थिएटर में BA संगीत में BA चित्रकला में BA चित्रकला में BSc खेल में BSc या कोई दवा नर्सिंग दंत चिकित्सा आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं इनमें साइकोमोटर क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण आयाम हो सकता है उदाहरण के लिए मेरे विचार में नर्सिंग और आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं तीनों क्षेत्रों को बहुत एकीकृत तरीके से जोड़ती हैं और सभी क्षेत्र उन व्यवसायों में समान रूप से महत्वपूर्ण हैं कुछ ऐतिहासिक कारणों से हमें गुजरना नहीं है लोगों ने साइकोमोटर क्षेत्र के वर्गीकरण पर उतना ध्यान नहीं दिया और फिर भी कई वर्गीकरण हमारे सामने प्रस्तुत हैं एक को रैग्सडेल सिम्पसन किबलर बार्कर माइल्स हौसेनस्टीन और हैरो के रूप में जाना जाता है और यहां उन्होंने 3 स्तर से 7 स्तर तक बात की है जाहिर है सभी साइकोमोटर स्तरों के बीच अधिक समानता या अधिक समझौता नहीं है जो उन्होंने परिभाषित किया है और एक बार फिर हम पीयर्स और ग्रे वर्गीकरण पर वापस आते हैं जैसा कि पिछली इकाई में उल्लेख किया गया है तीनों क्षेत्रों की गतिविधियों में संवेदी इनपुट मानसिक प्रसंस्करण और आउटपुट शामिल हैं और वे वास्तव में साइकोमोटर क्षेत्र के वर्गीकरण को बनाने के लिए आधार प्रदान करते हैं पियर्स और ग्रे वर्गीकरण में जैसा कि आप कॉग्निटिव प्रक्रियाओं की भूमिका को मानते हैं उसी स्तर पर साइकोमोटर क्षेत्र का स्तर भी बढ़ता है इसका मतलब है उच्च साइकोमोटर क्षेत्र स्तर उच्च कॉग्निटिव स्तर क्षेत्र के साथ साथ मेल खाता है यह कॉग्निटिव आयाम की वृद्धि में व्यवस्थित है पियर्स और ग्रे वर्गीकरण के साइकोमोटर क्षेत्र के 6 स्तर हैं हमारे पास साइकोमोटर अनुभव सक्रिय निष्पादन पैंतरेबाज़ी साइकोमोटर जज और साइकोमोटर क्रिएट हैं जैसे कॉग्निटिव और अफेक्टिव क्षेत्र के मामले में कोई भी इन स्तरों में से प्रत्येक में शामिल उप प्रक्रियाओं की पहचान कर सकता है कुछ मामलों में हमारे पास तीन कुछ मामलों में हमारे पास दो हैं और ये स्तर स्पष्ट रूप से अवलोकन योग्य हैं लेकिन हम इन उप प्रक्रियाओं के बहुत अधिक विस्तार से नहीं गुजरेंगे हम साइकोमोटर क्षेत्र के 6 स्तरों को समझने की कोशिश करेंगे साइकोमोटर पर्सीव का अर्थ है आपके पास मोटर गतिविधि को निर्देशित करने के लिए संवेदी संकेतों का उपयोग करने की क्षमता होनी चाहिए अर्थात आप किसी भी प्रकार के संवेदी संकेतों का निरीक्षण या अनुभव कर सकते हैं आपको मोटर गतिविधि लेने और मार्गदर्शन करने के लिए सक्षम होना चाहिए इसके अतिरिक्त इसमें कार्य करने की तत्परता भी शामिल है यानी कि मैं निरीक्षण करता हूं मुझे पता है कि क्या शामिल है लेकिन मैं स्थानांतरित करने के लिए तैयार नहीं हूं मैं कार्य करने के लिए तैयार नहीं हूं उस स्थिति में आप साइकोमोटर क्षेत्र में बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ते हैं कार्य करने के लिए तत्परता में मानसिक शारीरिक और भावनात्मक समूह शामिल हैं जब तक तीनों शामिल नहीं होते आप वास्तव में कार्य नहीं कर सकते ये तीन समूह एक ऐसा प्रबंध है जो अलग अलग स्थितियों में किसी व्यक्ति की प्रतिक्रिया को पूर्व निर्धारित करते हैं आइए एक उदाहरण देखें अनुमान करें कि गेंद को फेंकने के बाद गेंद कहां जाएगी और फिर गेंद को पकड़ने के लिए सही स्थान पर जा रहे है आप वास्तव में गेंद को नहीं पकड़ रहे हैं लेकिन आप बूझ लेते है उस अनुभूति में यह अनुमान लगाना शामिल है कि गेंद कहां उतरने की संभावना है और फिर गेंद को पकड़ने के लिए सही स्थान पर जा रहे है आप उस स्थान पर जा रहे हैं लेकिन वास्तव में गेंद को नहीं पकड़ रहे हैं तो ये दो चरण साइकोमोटर पर्सीव को चित्रित करेंगे इससे संबंधित कार्रवाई क्रियाएं हैं चुनना वर्णन करना पता लगाना अंतर करना अलग करना पहचानना संबंधित करना और चयन करना साइकोमोटर पर्सीव के रूप में प्रतिनिधित्व करने के लिए अनुमान और चाल जैसे शब्दों का भी उपयोग किया जा सकता है एक्टिवेट एक 3 चरण प्रक्रिया है उनमें शारीरिक आउटपुट नकल और इच्छित प्रतिरूपण शामिल हैं एक जटिल कौशल सीखने में प्रारंभिक चरणों में नकल और परीक्षण त्रुटि विधि शामिल है अगर कोई आपको टेनिस बैट पकड़ना सिखा रहा है तो वह आपको दिखाएगा आप नकल करने की कोशिश करेंगे और फिर परीक्षण त्रुटि विधि से आप तब तक कोशिश करते रहेंगे जब तक आप इसे सही नहीं कर लेते और प्रदर्शन की पर्याप्तता केवल अभ्यास करके प्राप्त की जाती है एक गेंद को कैसे मारा जाए आपको किस स्तर पर बैट पकड़ना चाहिए और आपको किस कोण पर ऐसा करना चाहिए यह सब आपको कोई दिखाता है लेकिन तब आप पूरी बात को परीक्षण त्रुटि विधि से सबसे पहले नकल करने और उसे आंतरिक बनाने की कोशिश करें कुछ उदाहरण उचित साँस लेने की तकनीक का प्रदर्शन करना कोई यह दर्शाता है कि योग के पाठ्यक्रम में साँस लेने का प्रदर्शन कैसे किया जाता है और फिर आप उचित साँस लेने की तकनीक का प्रदर्शन कर रहे हैं नृत्य में अरामंडी समा मुघमुंडी और संबंधित अभ्यासों सहित बुनियादी नृत्य करते हैं प्रत्येक बहुत बड़े एकीकृत संचलन का एक तत्व है लेकिन यहां आप एक विशेष चीज को देख रहे हैं और आप उस प्रदर्शन की कोशिश कर रहे हैं इससे संबंधित कार्रवाई क्रियाएं प्रतिलिपि अनुरेखण अनुसरण प्रतिक्रिया पुनरुत्पादन हैं 'एग्जीक्यूट यह एक 3 चरण की प्रक्रिया है कार्य निष्पादन परिचालन निष्पादन और कुशल निष्पादन सीखी गई प्रतिक्रियाएं अभ्यस्त हो गई हैं और संचलन को कुछ आत्मविश्वास और प्रवीणता के साथ किया जा सकता है क्रिकेट मैचों में जब एक गेंद को फील्डर की तरफ फेंका जाता है वह जिस आसानी और सहजता के साथ गेंद को पकड़ता है वह बार बार उपयोग में आता है और आपको पता है कि आपका हाथ कैसे पकड़ना है कैसे खड़े रहना है गेंद को कैसे देखना है ये सब तब होगा जब आप कुशल निष्पादन के स्तर पर पहुँचेंगे तो यह एक 3 चरण की प्रक्रिया है कुछ उदाहरणों में एक कंप्यूटर को जल्दी और सटीक रूप से संचालित करना शामिल है जब आप बार बार किसी चीज का उपयोग कर रहे हैं तो आपके संचलन बहुत आत्मविश्वासी सटीक और कम समय की बर्बादी वाले बन जाएंगे जैसे नृत्य प्रदर्शन था थाई थम अदावस आपको प्रवीणता के साथ प्रदर्शन करने में सक्षम होना चाहिए यही साइकोमोटर क्षेत्र का एग्जीक्यूट है कार्रवाई क्रियाएं कुशलतापूर्वक प्रदर्शन करना तेजी से प्रतिक्रिया करना या तेजी से पुन उत्पन्न करना हैं फिर मेनूवर एक 2 चरण प्रक्रिया है कौशल का निरीक्षण करना और कौशल का चयन करना कोई भी मास्टर खिलाड़ी वह एक विशेष तरीके से एक गेंद को हिट करने के लिए सोचता था वह पहले अभ्यास करेगा लेकिन तब वह हर किसी की काया के अनुरूप हो भी सकता है और नहीं भी वह तब तक मामूली संशोधन करने का प्रयास करता रहता है जब तक कि वह सहज महसूस नहीं करता और उसे सही नहीं कर लेता हम आपके स्वयं के कौशल का निरीक्षण करने और फिर आपके कौशल को चुनने या संशोधित करने के अगले स्तर पर जा रहे हैं इसलिए कौशल अच्छी तरह से विकसित हैं और व्यक्ति विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चाल के प्रतिरूप को संशोधित कर सकते हैं वह परिस्थितियों के आधार पर अपने संचलन को समायोजित करने में सक्षम है वह सभी घटनाओं में एक ही चीज का उपयोग नहीं करेगा उदाहरण एक मशीन के साथ एक कार्य करना जिसे मूल रूप से करने का इरादा नहीं था मुझे यकीन है कि यदि आप कहीं भी एक कार्यशाला से जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि जब आप मशीन का उपयोग करना शुरू करेंगे तो आप उस कार्य के आधार पर उपयोग करेंगे जिसमें मशीन वास्तव में डिज़ाइन नहीं की गई है या अलग अलग संचलन को एक साथ जोड़ें जैसे कि एक नृत्य प्रदर्शन या एक संगीत प्रदर्शन या मेरे बैग में कम भार ले जाने के लिए उपकरणों को प्राथमिकता दें यानी कि आप बच्चों के एक समूह को एक ट्रैकिंग के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं और उन्हें बैकपैक में कम भार उठाने और उपकरण को प्राथमिकता देने के लिए पुन व्यवस्थित करने के लिए कह रहे हैं तो यह किसी प्रकार का मेनूवर है संबंधित कार्रवाई क्रियाएं अनुकूलन परिवर्तन पुनर्गठन की व्यवस्था संशोधन भिन्नता आदि हैं तो यह साइकोमोटर क्षेत्र के वर्गीकरण का चौथा स्तर है फिर साइकोमोटर जज पर आते हैं यह 2 चरण की प्रक्रिया है आप प्रदर्शन मानदंड और प्रदर्शन राय स्थापित कर रहे हैं यदि आप इन शब्दों को एक बार देखते हैं तो वे कॉग्निटिव क्षेत्र के मूल्यांकन प्रक्रिया के बहुत समान हैं अर्थात आप तुलना के मानदंड की पहचान करते हैं और फिर आप उन मानदंडों को राय बनाने के लिए लागू कर रहे हैं लेकिन साइकोमोटर जजिंग के मामले में आप वास्तविक साइकोमोटर गतिविधियों को देखते हैं लेकिन जब कोई राय बना रहा होता है तो वह वास्तव में साइकोमोटर गतिविधि नहीं कर रहा होता है कई रियलिटी शो की तरह उदाहरण के लिए संगीत निर्णायक बैठा है और कलाकार के प्रदर्शन को देख रहा है वह कुछ अंक दे रहा है और उन अंकों को देने के लिए उसके पास अपने स्वयं के मापदंड हैं जो वह दूसरों के साथ साझा कर सकता है या नहीं कर सकता है यदि प्रदर्शन को देखने के लिए कई निर्णायक शामिल होते हैं तो वे आम तौर पर मानदंडों के एक सामान्य समूह से सहमत हो सकते हैं स्किल जजिंग में निचले स्तरों की तुलना में काफी अधिक कॉग्निटिव cognitive गतिविधि शामिल होती है वास्तविक साइकोमोटर गतिविधियां व्यक्तिगत रूप से निर्णय लेने के लिए अनुपस्थित हो सकती हैं निर्णायक स्पष्टीकरण दे सकता है जैसे कि उन्होंने एक प्रदर्शन को स्वीकार्य क्यों नहीं माना और इस प्रक्रिया में वह प्रदर्शन कर सकता है लेकिन निर्णय में किसी भी प्रकार के साइकोमोटर गतिविधि की आवश्यकता नहीं होती है लेकिन जैसा कि हम विशेष रूप से ओलंपिक में देख सकते हैं प्रदर्शन के प्रकार उदाहरण के लिए जिमनास्टिक 5 से 7 निर्णायको द्वारा दिए गए अंक अलग नहीं होते हैं वे केवल कभी कभी दूसरे या पहले दशमलव स्थान पर भिन्न होते हैं इसका मतलब है कि वे सभी प्रदर्शन को सही ढंग से आंकने में सक्षम हैं और यह हर किसी द्वारा नहीं किया जा सकता जब तक कि आप वास्तव में प्रशिक्षित न हों कुछ उदाहरण प्रतिभागियों के गायन प्रदर्शन का निर्णय लेना या एक नृत्य प्रदर्शन की गुणवत्ता का निर्णय लेना कार्रवाई क्रिया में निर्णय लेना समालोचक अंतरअंक लगाना या चयन शामिल हैं साइकोमोटर क्रिएट यह कंबाइनिंग कौशल और परफॉर्मेंस इनसाइट के 2 चरण की प्रक्रिया है अनिवार्य रूप से कौशल को संपूर्ण बनाने के लिए संयोजित किया जाता है उदाहरण के लिए यदि आपके पास एक नृत्य प्रतियोगिता रियलिटी शो है तो कोरियोग्राफर किसी दिए गए गीत के लिए एक पूर्ण नृत्य कार्यक्रम प्रस्तुत करता है मूल रूप से फिल्म में जो किया गया था उसका सटीक पुनरुत्पादन नहीं है लेकिन वह गीत प्रस्तुत करने का अपना तरीका बनाता है या एक नया और व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करना जो प्रमुख रूप से कॉग्निटिव है लेकिन खेल गतिविधि से संबंधित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आप किसी को एक अच्छा धावक बनने के लिए कैसे प्रशिक्षित करते हैं तो एक कोच का प्रशिक्षण कार्यक्रम औरों से अलग हो सकता है या एक नया जिमनास्टिक दिनचर्या बनाएं या दी गई संस्कृत कविता के लिए कुचिपुड़ी नृत्य करें आपको कुछ दिया गया है अब आपको सोचना है कि कुचिपुड़ी नृत्य कैसे करें या एक निर्दिष्ट राग में दिए गए गीत को गाएं मूल गीत एक अलग राग में गाया गया हो सकता है कार्रवाई क्रियाएं निर्माण विकास प्रदर्शन व्यवस्था इत्यादि हैं तीन क्षेत्रों को देखने के बाद आइए हम सभी तीनों क्षेत्रों को एक साथ देखें कॉग्निटिव अफेक्टिव और साइकोमोटर गतिविधियाँ वास्तव में एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं हैं आपके द्वारा की जाने वाली गतिविधि प्रमुख रूप से कॉग्निटिव हो सकती है लेकिन अन्य दो तत्व अलग अलग डिग्री में मौजूद हैं लेकिन दुर्भाग्य से हम अपने सभी कॉलेज शिक्षा को मुख्य रूप से कॉग्निटिव मानते हैं हालांकि हम दूसरों की भूमिका के बारे में असहमत नहीं हैं लेकिन हमारी प्रणाली अफेक्टिव और साइकोमोटर क्षेत्रों की गतिविधियों पर ध्यान देने की अनुमति नहीं देती है और यही वह जगह है जहां प्रमुख सुधार को आना है शिक्षकों को अपनी भूमिका को देखना होगा न कि केवल कॉग्निटिव क्षेत्र में उन्हें अन्य दो को भी देखना चाहिए कम से कम उन कार्यक्रमों के लिए जहां ये क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उच्च स्तर की अफेक्टिव और साइकोमोटर गतिविधियाँ अधिक से अधिक कॉग्निटिव गतिविधियों को शामिल करती हैं जिन्हें हम स्वीकार करेंगे अर्थात एक अच्छा नर्तक मूर्ख नहीं हो सकता वह बुद्धिमान हैं उच्च स्तरीय कॉग्निटिव गतिविधियों में उच्च स्तर की अफेक्टिव और साइकोमोटर गतिविधियाँ शामिल हैं निर्देश में विशेष रूप से सामान्य पाठ्यक्रमों में कॉग्निटिव गतिविधियों में अफेक्टिव और साइकोमोटर तत्वों को एकीकृत करने के लिए निर्भरता पर ध्यान देने की आवश्यकता है यह एक बड़ी चुनौती है हमारे पास कहीं न कहीं कुछ उदाहरण हैं लेकिन आज के रूप में शिक्षकों के लिए अपने नियमित कक्षा शिक्षण में अफेक्टिव और साइकोमोटर तत्वों को एकीकृत करने के लिए मानक अभ्यास नहीं है बहुत सारे उदाहरण और अपवाद हैं लेकिन यह अभी तक एक तरह की दिनचर्या नहीं है हम सभी क्षेत्रों को एक साथ रखेंगे सीखने के क्षेत्रों में कॉग्निटिव क्षेत्र अफेक्टिव क्षेत्र और साइकोमोटर क्षेत्र हैं और बस पूरा करने के लिए हम स्पिरिचुअल क्षेत्र शामिल करेंगे लेकिन सिर्फ संकेत के लिए कॉग्निटिव क्षेत्र में ज्ञान श्रेणियां हैं और कॉग्निटिव प्रक्रियाएं हैं अफेक्टिव क्षेत्र की प्रमुख श्रेणियां हैं जहां हम छह अफेक्टिव स्तरों की बात कर रहे हैं बेशक कोई भी व्यक्ति अफेक्टिव लक्ष्यों को जोड़ सकता है जिनमें तीन स्तर हैं साइकोमोटर क्षेत्र में छह साइकोमोटर स्तर होते हैं और स्पिरिचुअल क्षेत्र के दो स्तर होते हैं जिन्हें पहचान और अखंडता कहा जाता है यह सामान्य कार्यक्रमों के सीखने की वर्गीकरण की अवधारणा है हम कुछ विशिष्ट मामलों में कुछ और ज्ञान श्रेणियां जोड़ेंगे जैसे इंजीनियरिंग के मामले में हम चार और ज्ञान श्रेणियों को जोड़ते हैं कोई व्यक्ति यह कह सकता है कि कुछ कार्यक्रम के मामले में जैसे संगीत ज्ञान की कुछ अतिरिक्त श्रेणियां हो सकती हैं लेकिन हम नहीं जानते कि वे अभी क्या हैं उस पर बहुत साहित्य नहीं है लेकिन वर्तमान में उपलब्ध सूचना के आधार पर सीखने के वर्गीकरण के मानचित्र को प्रस्तुत किया जा सकता है हम आपसे अनुरोध करते हैं कि जिन पाठ्यक्रमों से आप परिचित हैं उनमें से छह प्रासंगिक साइकोमोटर स्तरों में से प्रत्येक से कम से कम एक उदाहरण दें हम समझते हैं कि यदि आप गणित का कोर्स या भौतिकी का कोर्स कर रहे हैं तो साइकोमोटर स्तरों की पहचान करना मुश्किल हो सकता है लेकिन कम से कम कुछ प्रयासों से आप एक या दो प्रासंगिक साइकोमोटर स्तर खोज सकते हैं लेकिन मानविकी और सामाजिक विज्ञान कला पाठ्यक्रम एक को कई साइकोमोटर स्तरों के बहुत सारे उदाहरण खोजने में सक्षम होना चाहिए और अगली इकाई में हम उन टैक्सोनॉमी टेबल को देखने की कोशिश करेंगे जिनका असरदार उपयोग हम परिणामों मूल्यांकन और निर्देश के बीच संरेखण प्राप्त करने में करते हैं यह एक बहुत ही सरल उपकरण है हम बताएंगे की परिणाम मूल्यांकन और निर्देश के बीच संरेखण के इस तरह के प्रमुख लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस उपकरण का उपयोग कैसे करें